पिछले व्याख्यान में हमने इस गोलाकार सिमेट्रिक प्रणालियों के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन Schrödinger equation स्थापित किया और फिर तर्क दिया और दिखाया कि ऐसी प्रणालियों के लिए कोणीय गति संरक्षित है और इसलिए हम उन्हें H L2 के 0 H L होने के कारण पा सकते हैं लेकिन i ≠ j के लिए Li L j 0 के बराबर नहीं होने के कारण हम एक साथ आइगेन फंक्शन ढूंढ सकते हैं या जो मैं कहूंगा वह H L2 के लिए समान आइगेन फंक्शन है और कोणीय गति का केवल एक घटक है और हम जो करेंगे उसके सरलता कारण है हम आइगेन फंक्शन के लिए Lz घटक का चयन करेंगे ऐसा क्यों है क्योंकि Lz का एक बहुत ही सरल रूप ℏi∂ϕ है और हमने यह भी पाया कि हैमिल्टनियन को 22mr2∂rr2∂rL22mr2V के रूप में लिखा जा सकता है और ϕ L2 में केवल और L2 में केवल और ϕ डेरिवेटिव शामिल हैं और इसलिए कोई यह अनुमान लगा सकता है कि H के आइगेन फंक्शन्स जो L2 के एक साथ आइगेन फंक्शन्स होने जा रहे हैं ऐसा है कि आइगेन फंक्शन L2 मूल रूप से V के बावजूद हैं क्योंकि हैमिल्टनियन में इस V में वास्तव में कोई θ और पद नहीं हैं तो इसलिए L2 इससे स्वतंत्र होने जा रहा है कि L2 आइगेन फंक्शन इससे स्वतंत्र होना चाहिए तो इस व्याख्यान में हम जिस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं वे हैं L के आइगेन फंक्शन और इसलिए L2 और Lz ऑपरेटर तो आइए पहले सबसे सरल काम करते हैं Lz के आइगेन फंक्शन्स का तो ये माना जा रहा है कि ये मुझे इसे Q के रूप में लिखने दे तो मेरे पास Lz Q कुछ आइगेन वैल्यू के बराबर होने वाला है आइए हम इसे कुछ आइगेन वैल्यू λ Q लिखें यह idQdϕλ Q है और इसलिए मेरे पास dQdϕ iλQ0 इसके लिए समाधान बहुत सरल है तो Q के लिए समाधान इसलिए है Q Ceiλℏϕ के बराबर है हम कैसे पाते हैं कि ये आइगेन फंक्शन हैं तो Lz ऑपरेटर के आइगेन फंक्शन्स कुछ स्थिर Ceiλℏϕ हैं हमें अभी तक लैम्ब्डा नहीं मिला है लेकिन ये आइगेन फंक्शन हैं λ के बारे में क्या है तो याद रखें कि आइगेन वैल्यू कुछ बाउंड्री कंडीशन से निर्धारित होते हैं अब इस मामले में बाउंड्री कंडीशन क्या है अगर मैं x y सतह लेता हूं और को एक बार घूमने देता हूं तो ϕ बराबर 2 हम देखेंगे कि के बराबर 0 है और इसलिए तरंग फ़ंक्शन Qϕ2 π तरंग फ़ंक्शन Qϕ के समान होना चाहिए अन्यथा तरंग फ़ंक्शन हम बदलते रहते हैं जैसे की आप एक बार दो बार तीन बार घूमें और इसलिए मेरे पास eiλϕ ei2πλ eiλϕ होना चाहिए यह पद रद्द हो जाता है और मेरे पास ei2πλ 1 है और इसका तुरंत मतलब है कि λ कुछ m होने जा रहा है जहां m एक पूर्णांक है या 0 1 2 और इसी तरह तो हम जो सीखते हैं वह यह है कि Lz का आइगेन वैल्यू m है जिसमें m 0 1 2 है और इसी तरह और आइगेन फंक्शन्स eimϕ हैं आइगेन फंक्शन्स eimϕ हैं और अगर मैं आइगेन फंक्शन्स को सामान्य करता हूं तो उन्हें ϕ की सीमा पर सामान्यीकृत किया जाएगा जो 0 से 2 है और मेरे पास Q2dϕ 1 के बराबर होना चाहिए इसलिए अगर मैं Q Ceimϕ होने के लिए लेता हूं मैं पाऊंगा कि C 12π निकला तो मेरे आइगेन फंक्शन सामान्यीकृत आइगेन फंक्शन Qϕ Lz के लिए 12πeimϕ m बराबर 0 ± 1 और इसी तरह तो हमने जो पाया वह यह है कि Lz में आइगेन फंक्शन 12πeimϕ m बराबर 0 ±1 और इसी तरह आगे भी हैं और आइगेन वैल्यू m ℏ फिर से m बराबर 0 ±1 हैं और इसी तरह Lx और Ly के लिए आइगेन वैल्यू के बारे में क्या मान लीजिए कि मुझे Lx गुणा कुछ Q हल करना था जो थीटा और ϕ का एक फंक्शन होगा दोनों लैम्ब्डा Qθϕ के बराबर होते हैं अब आप देखते हैं कि ये दिशा z को मनमाने ढंग से चुना जाता है दिशा z को मनमाने ढंग से चुना जाता है तो z को मनमाने ढंग से चुना जाता है इसलिए यदि इसे अगली बार मनमाने ढंग से चुना जाता है तो यह अक्ष z अक्ष हो सकता है तो आइगेन वैल्यू वास्तव में दिशा पर निर्भर नहीं होना चाहिए तो Lx और Ly के लिए आइगेन वैल्यू भी समान होंगे m h क्रॉस m बराबर 0 ±1 और इसी तरह सिवाय इसके आइगेन फंक्शन भिन्न होंगे क्योंकि अब ऑपरेटर अलग है लेकिन आइगेन वैल्यू निर्भर नहीं कर सकते कि Lz क्या मान लेता है या एक घटक लेता है अब वही होता है क्योंकि Lx Ly 0 के बराबर नहीं है या Lx Lz 0 के बराबर नहीं है इसलिए मुझे Lx Ly और Lz के एक साथ आइगेन फंक्शन नहीं मिल रहे हैं इसलिए मैं केवल 1 घटक Lz चुनता हूं और फिर मैं यह नहीं कर सकता कि आइगेन फंक्शन नहीं हो सकता तो eimϕ 12π Lx और Ly का युगपत आइगेन फंक्शन नहीं हो सकता तो हम केवल एक ही चुन सकते हैं और वह आइगेन वैल्यू यह है अब L2 के बारे में क्या L2 Lz 0 हो जाता है इसलिए मैं L2 और Lz के एक साथ आइगेन फंक्शन्स पा सकता हूं अब L2 ऑपरेटर हम पहले ही देख चुके हैं L2 21sinθ∂θsinθ∂θ 1 22 है जिसे मैं 21sinθ∂θsinθ∂θ Lz2 लिख सकता हूं और अगर मैं एक साथ आइगेन फंक्शन्स को खोजना चाहता हूं तो मुझे L2 करना होगा जो कुछ भी उन आइगेन फंक्शन्स मुझे उन्हें Pθ λP θ के बराबर है कहने दें आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैंने Pθ क्यों लिखा है क्योंकि मैं पहले से ही Lz आइगेन फंक्शन जानता हूं और वे eimϕ हैं और चूंकि ये L2 और Lz के एक साथ आइगेन फंक्शन्स हैं इसलिए वे P में कोई पद नहीं हो सकते हैं यदि यह होता तब Lz इस पर काम करेगा तो यह p केवल थीटा पर निर्भर करेगा ठीक है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि L2 और Lz में समान आइगेन फंक्शन्स हैं तो इसका तुरंत मतलब है कि P की कोई निर्भरता नहीं हो सकती है अब जिस तरह से कोई इस समीकरण को Pθ लिखकर हल करता है वह इसे θ की कोसाइन के रूप में विस्तारित करता है और इसकी पावर i कुछ गुणांक C i हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं कि मैं केवल परिणाम बताऊंगा और वह यह है कि ये फंक्शन जब हम गणना करते हैं कि Pθ बराबर Pθ तो λ का मान 1l2 निकलता है अब और Pθ अलग अलग फंक्शन हैं इनमें से एक फंक्शन Pθ बराबर 1 है संगत l 0 होगा Pθ cos θ के बराबर होगा क्योंकि संगत l 1 है आइए हम दूसरे मामले की जांच करें पहला मामला जांचना बहुत आसान है तो L2 आपको 0 देता है और L2 ऑपरेटर ℏ21sinθ∂θsinθ∂θLz2 है और यह cos पर ऑपरेट होता है मैं क्या करूँ पहला मुझे 0 देता है इस पर काम करने वाला यह पद मुझे 0 देता है और दूसरा पद मुझे ℏ21sinθ∂θ देने वाला है जब मैं sinθ को cos θ के व्युत्पन्न के साथ गुणा करता हूं मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ और यह तुरंत ℏ21sinθ2sinθcos θ की ओर ले जाता है और यह आपको 2ℏ2cos θ देता है जो कुछ भी नहीं लेकिन 1l2cos θ है तो cos 1 होने के साथ एक आइगेन फंक्शन है क्या पाया जाता है कि जब L2 इस Pθ का गुणा l के बराबर है l प्लस 1 2 Pθ के बराबर है तो m का मान m किसी दिए गए L के लिए एक के चरणों में ऋणात्मक l से जमा l तक सीमित है तो m l l 1 l 2 आता है इसी तरह 0 1 पर सभी तरह से l तक और इन आइगेन फंक्शन्स को लेबल किया जा रहा है और उनका एक नाम L2 है उन्हें गोलाकार हार्मोनिक्स कहा जाता है वे l और m दोनों पर निर्भर हैं और ϕ l l 1 2 Ylmθϕ के बराबर होने जा रहा है और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ϕ निर्भरता हम जानते हैं क्योंकि इन फंक्शन्स के साथ साथ Lz के आइगेन फंक्शन भी हैं तो मेरे पास L2 Ylm को Plm में तोड़ा जा सकता है जो केवल θ पर निर्भर करता है लेकिन L और m दोनों पर निर्भर करता है eimϕ l के बराबर है l 1 2Plmθ केवल eimϕ और Ylmθϕ पर ऑपरेट करने वाला Lz कुछ भी नहीं है लेकिन Lz Plmθ eimϕ पर ऑपरेट कर रहा है और यह मुझे Ylmθϕ के लिए mℏYlmθϕ m देता है m जो l और l के बीच प्रतिबंधित है 1 के स्टेप्स में तो m बराबर हो सकता है l l 1 इसी तरह 0 तक l से l 1 और l तक तो इस तरह से आइगेन फंक्शन्स दिए गए हैं मैंने आपको विवरण नहीं दिया है मैंने आपको अभी 2 आइगेन फंक्शन्स दिए हैं और यह कि हम यह वह जगह है जहां हमने अन्य चीजों को रोक दिया है हमें गणित में ले जाएं कि इन आइगेन फंक्शन्स को कैसे निर्धारित किया जाए यदि आप तकनीकी शब्दों को जानना चाहते हैं तो आइगेन फंक्शन्स संबंधित लीजेंड्रे बहुपद Plm को इन eimϕ से गुणा करते हैं लेकिन Ylm का एक नाम है इन्हें गोलाकार हार्मोनिक्स के रूप में जाना जाता है तो मैंने आपको 2 आइगेन फंक्शन दिए हैं जिन्हें मैं देता रह सकता हूं और आपको यह जांचने के लिए कह सकता हूं कि वे क्या हैं और एक बार जब आप गोलाकार सिमेट्रिक प्रणालियों के लिए हैमिल्टनियन जाते हैं तो इसे H बराबर ℏ22mr2∂rr2∂rL22mr2Vr लिखा जा सकता है और चूंकि आइगेन फंक्शन्स कोणीय गति ऑपरेटर के एक साथ आइगेन फंक्शन्स होने जा रहा हैं इसलिए मैं आसानी से लिख सकता हूं कि L2 ll12 ψ के बराबर होने जा रहा है क्यों क्योंकि ψ H और L2 दोनों के लिए समान आइगेन फंक्शन हैं तो यह ऑटोमेटिकली रूप से इसका तात्पर्य है और इसलिए गोलाकार सिमेट्रिक प्रणाली के लिए सभी आइगेन फंक्शन्स के लिए हैमिल्टनियन को ℏ22mr2∂rr2∂rll122mr2V के रूप में लिखा जा सकता है तो यह कॉमन V कुछ भी हो सकता है यह पद समान होगा तो मुझे यह लिखने दो हैमिल्टनियन में यह पद सभी V के लिए समान होगा और वे Ylm भी सभी Vs के लिए समान होंगे इसे अगले व्याख्यान में और अधिक विस्तार से देखा जाएगा लेकिन इस तरह हैमिल्टनियन सरल हो जाता है और इसमें आप जो देख रहे हैं वह यह है कि अब हमें केवल एक डिफरेंशियल समीकरण को हल करने की उम्मीद है जो कि r थीटा घटकों का ध्यान रखा गया है तो गोलाकार सिमेट्रि के कारण समस्या अब सरल हो जाती है इससे पहले कि मैं इस पर विश्वास करूं हम Lz के कारण विचार कर सकते हैं मान लीजिए कि x y तल में एक कण चल रहा है अत कण x y तल में गति कर रहा है जिसकी दूरी केंद्र से निश्चित है इसलिए उदाहरण के लिए द्रव्यमान वायु की एक रॉड हो सकती है और बिना किसी पोटेंसियल के घूम सकती है तो आइए हम V को 0 मान लें ऊर्जाएँ ज्ञात करें तो सिस्टम के लिए हैमिल्टनियन कुछ भी नहीं है लेकिन कोणीय गति वर्ग 2mr2 से विभाजित है जहां r निश्चित r है मान लें कि त्रिज्या r है और कोणीय संवेग केवल z कोणीय संवेग है क्योंकि V 0 है कोणीय संवेग संरक्षित है तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं और यह 22mr222 होने जा रहा है कि हैमिल्टनियन और क्योंकि V तय है H और Lz के आइगेन फंक्शन समान हैं तो आप तुरंत लिख सकते हैं कि ऊर्जा 2mz होगी मैं द्रव्यमान से डिफ्रेंसियेट करने के लिए mz लिख रहा हूं 2 m R2 पर लेकिन आप इसे समीकरण को हल करके भी कर सकते हैं तो मेरे पास 22mr2 बराबर E पर ऑपरेट कर रहा है जो मुझे देता है यह 22222E2mr2ψ है 0 के बराबर है तो तुरंत आपको बराबर e2E2mR2 मिलता है और 2E2mR2 mz के बराबर होना चाहिए mz कितना गुना 2 के बराबर होना चाहिए क्योंकि तरंग फ़ंक्शन की विशिष्टता और इसलिए आपको अपना उत्तर मिल जाता है तो आप इसे सीधे HψEψ लिखकर भी देख सकते हैं हमने लिखा है 2mR222Eψ तो मेरे पास 222mR22 Eψ0 होगा तो समाधान ψ बराबर ei√2mR22E होने जा रहा है यह एक समाधान है और अगर मैं ψϕ2π के अद्वितीय मूल्य के लिए फिर से मांग करता हूं ψϕ के बराबर होना चाहिए यह मुझे तुरंत देता है कि √2mR22E mz के बराबर होना चाहिए जहां mz 0 ±1 के बराबर है और इसी तरह और इसलिए E 2mz22mR2 आता है जैसा कि पहले प्राप्त किया गया था तो आप देखते हैं कि यह आइगेन फंक्शन्स की एक साथ सोच के बारे में सोचता है मुझे अपने समाधानों को सरल बनाने के लिए एक उपकरण भी देता है जो हमने इस व्याख्यान में किया है मैं अभी निष्कर्ष निकालूंगा कि कोणीय संवेग ऑपरेटर को विस्तार से देखा जाएगा हमने पाया कि केवल L2 और L के एक घटक में समान आइगेन फंक्शन्स हो सकते हैं हमने यह भी पाया है कि सुविधा के लिए Lz को घटक के रूप में चुना जाता है और आइगेन वैल्यू m आता है m 0 ± 1 के बराबर है और इसी तरह हमने यह भी पाया कि L2 आइगेन वैल्यू l हैं l12 और I जो मैंने वहां नहीं लिखा वह है l 0 है 1 है और इसी तरह आगे भी यह 0 से अधिक या उसके बराबर है और L2 और Lz में समान आइगेन फंक्शन्स हैं जो हमने पहले ही तय कर लिए हैं और यह H L2 0 है और H Lz 0 होने के कारण गोलाकार सिमेट्रिक सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन Schrödinger equation को सरल करता है लेकिन मैं Lz के लिए आइगेन वैल्यू के बिंदु के संबंध में भी यह टिप्पणी करूंगा और मैं इसे यहां घेर रहा हूं कि Lx और Ly ऑपरेटर के लिए आइगेन वैल्यू भी समान होंगे यदि हम उनके लिए हल करने का निर्णय लेते हैं सिवाय इसके कि आइगेन फंक्शन्स थोड़ा अधिक जटिल होने जा रहा है क्योंकि दिशा वास्तव में Lx Ly और Lz को गोलाकार रूप से सिमेट्रिक प्रणालियों के लिए मायने नहीं रखती है सभी समान हैं हम सुविधा के लिए Lz चुनते हैं क्योंकि तरंग फ़ंक्शन बहुत सुविधाजनक हो जाता है जिसे हम Lx Ly के संदर्भ में काम करना चुन सकते थे और L2 के बजाय वही परिणाम